Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 62 DC Motors तो अब सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मशीन केवल संक्षेप में देखते हैं इंडक्शन मशीन के लिए अधिकांश समय एप्रोक्सीमेट या इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए दीया किया गया है Refer Slide Time 0032 अगला यह इस पाठ्यक्रम के लिए अंतिम विषय होगा इसलिए मैं इस बारे में पहले साल के स्तर पर विस्तार से चर्चा करूंगा और कुछ विचार आएंगे उन्हें डिस्कस करेंगे तो डीसी मोटर्स से शुरू करते हैं चीजें काफी सरल हैं चीजें काफी सरल हैं तो डीसी मशीन का मूल प्रकार कम्यूटेटर प्रकार है यह वास्तव में एक अल्टरनेटिंग करंट मशीन है लेकिन एक विशेष उपकरण से सुसज्जित है जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है जो कुछ शर्तों के तहत अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित होता है दरअसल DC वोल्टेज या DC करंट का मतलब है कि यह स्थिर है इसलिए जिसे आप आम तौर पर AC कहते हैं उसमें पावर है लेकिन किसी तरह के मेकैनिज्म का उपयोग करें जिससे इसे डीसी में बदल दिया जाए Refer Slide Time 0128 इसलिए अब मैं डीसी मोटर्स का अध्ययन करूंगा लेकिन एक जनरेटर का सिद्धांत बहुत सरल है जो कुछ भी है वहां लिखना है यह वही है जो मैं बता रहा हूं Refer Slide Time 0136 जब आपने अध्ययन किया कि सिंगल फेज एसी सर्किट वह प्रकार है जो यह दर्शाता है कि ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है तो यह डायग्राम यह भी देखता है कि यह मैग्नेट है यह N मैग्नेट है N और S ये दो पोल्स हैं और फिर मान लीजिए कि एक कॉइल क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है यह मोशन क्लाकवाइज डायरेक्शन में दी गई है यह कॉइल का एक पक्ष है और यह कॉइल के दूसरी तरफ केवल एक मोड़ दिखाया गया है अब जब कॉइल इस स्थिति में है तो फ्लक्स N से S तक जाता है और यह घूम रहा है तो इस स्थिति में आप फ्लक्स लिंकेज को अधिकतम कहते हैं और यह कॉइल का दूसरा पक्ष है और यह इस बात से है कि आप यहां से केवल इस पोल को कहते हैं इसलिए यह माना जाएगा कि यहां कोई फ्लक्स लिंकिंग नहीं होगी और यहां कुछ भी नहीं होगा और केवल इस शर्त के तहत फ्लक्स लिंकिंग अधिकतम होगी यदि आपके पास केवल एक मोड़ है यदि आपके पास अधिक संख्या में मोड़ हैं तो इस स्थिति में प्रवाह लिंकेज अधिकतम होगा जब यह घूम रहा है अब जब यह आ रहा है तो यह 90 o घूमता है इस समय यह पोजीशन इस तरह घूम रही है तो यह स्थिति शीर्ष पर आ जाएगी और यह स्थिति इस समय आ जाएगी जब फ्लक्स लिंकेज 0 होगा क्योंकि यह अब उस समय के बाहर होगा तो यही कारण है कि यह घूम रहा है और एक वोल्टेज होगा जिसे आप एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ कहते हैं जो कॉइल में प्रेरित होगा और यह बाहरी कनेक्शन है जो भी इस तरह दिया गया है मान लीजिए कि आपने जो कुछ मेकैनिज्म यहां लिया है वह इस तरह से जुड़ा हुआ है यह वास्तव में N से S तक है यही कारण है कि यह फ्लक्स में से एक है और यह वही है जिसे आप करंट कहते हैं जिसे अल्टरनेटिव के रूप में दिया गया है केवल बात यह है कि ईएमएफ केवल इन दो भागों को प्रेरित करेगा यह दोनों कोइनसाइड होते हैं क्योंकि यह मुख्य भाग है और यही वह स्थिति है जहां यह स्थिति है कि ये अधिकतम प्रवाह को लिंक करेंगे और ईएमएफ अधिकतम प्रेरित होगा तो यह एक साधारण बात है इसलिए यह एक प्राथमिक जनरेटर है Refer Slide Time 0345 अब यह वही है जो ईएमएफ स्ट्रिक्टली फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को फॉलो करते है Refer Slide Time 0400 और सवाल यह है किइलेक्ट्रिकल जनरेटर के बुनियादी आवश्यक भाग मैग्नेटिक क्षेत्र में हैं अब कंडक्टर स्लैश कंडक्टर जो फ्लक्स को काटने के लिए भी स्थानांतरित कर सकते हैं तो एक मैग्नेटिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है और कंडक्टर भी हो सकता है फ्लक्स को काटने के लिए आगे बढ़ें जो इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल स्थिति में है यह एक और डायग्राम है इसके लिए वर्टिकल स्थिति है इस मामले में हालांकि डायग्राम मैंने पुस्तक से लिया है लेकिन यह एक N पोल है यह साइड L है और यह साइड m है और यह N है और यह P पहले से ही चिह्नित है अब इस स्थिति में यह एक न्यूट्रल पोजिशन पर है जिसे कॉइल का एक पक्ष कहा जाता है यह कॉइल का दूसरा पक्ष है यह बैक साइड है और यह बाहर आ रहा है इसलिए केवल वोल्टेज को यहां और यहां प्रेरित किया जाएगा तो इस स्थिति में यह 0 है इस स्थिति में उस विशेष फ्लो में कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं है जो घूम रहा है कुछ साधन इसे घुमाने के लिए बना रहे हैं तो यह घूम रहा है इसलिए इस स्थिति में इंड्यूज़ वोल्टेज 0 होगा क्योंकि इस स्थिति में यहां और यहां कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं है Refer Slide Time 0513 इसका मतलब है मुझे यह स्पष्ट करने का मतलब है तो 0 यहाँ चिह्नित नहीं है तो कुछ यह एक 0 स्थिति है तो 1 2 3 इस तरह से इस आंकड़े में चिह्नित किया गया है तो इस तरह जब यह घूम रहा है तो 0 से 180 तक कहें जब यह 180 घूमता है या इसी तरह मैंने सिंगल फेज मशीन देखी है जो अल्टरनेट ईएमएफ है तो 0 से 180o यह होगा और अगले 180 से 360 यह होगा इसका मतलब है यह वही होगा जिसे आप 0 से 3600 कहते हैं यदि यह पूरी तरह से घूमता है तो यह सकारात्मक पक्ष इंड्यूस्ड होगा और यह पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूज़ होगा और यह पक्ष नेगेटिव है तो यह एक प्योर अल्टरनेटिव है जब यह घूम रहा है जब भी आपने यह दिया है कि आप उस साइनसोइडल और फेजर कहते हैं और ईएमएफ समीकरण सिंगल फेस सर्किट की शुरुआत थी यह विकसित हो रहा है कि यह 1 2 3 4 से 0 11 और 0 के रूप में चिह्नित है इसे केवल 300 की स्पीड बनाने के लिए चिह्नित किया गया है लेकिन यह इस बात में विकसित हो रहा है कि जो कि क्लाकवाइज डायरेक्शन हैं अगर इसी तरह से वोल्टेज इंड्यूस किया जाएगा लेकिन अगर आप देखो तो यह एक विशेष स्थिति तात्कालिक स्थिति है जब यह l m शीर्ष पर आएगा और यह Pmp l m n नीचे आएगा तो उस समय यह ऐसा ही होगा और फिर जब यह एक और 180 o पर जाएगा तब फिर से वही होगा जिसे आप समान स्थिति कहते हैं इसलिए इस बार यह होगा कि जिसे आप वोल्टेज कहते हैं वह नकारात्मक एक के रूप में उसी के रूप में इंड्यूस होगा जैसा कि वह घूम रहा है तो इस फिलॉसफी में सिंगल फेज में एसी सर्किट में शुरुआत हुई है इसलिए यह एसी है अब हमारा उद्देश्य इस नकारात्मक को डीसी में बदलना होगा इसका मतलब है अगर यह ऐसा है तो यह सब होगा जिसे आप सकारात्मक कहते हैं इसलिए कोई विकल्प नहीं है तो तब कुछ मेकैनिज्म तब प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप एसी करंट के बजाय डीसी करंट कहते हैं या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज और डीसी करंट मिलेगा तो उस मामले में ऐसा क्या है यह वह है जिसे आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस कहते हैं Refer Slide Time 0738 अब अगला यह है कि एक कम्यूटेटर के अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट साधनों का रूपांतरण है Refer Slide Time 0741 आम तौर पर वह कम्यूटेटर वास्तव में जिसे आप डीसी मशीन कहते हैं उसमें आपके पास कई कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं Refer Slide Time 0749 तो डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए मूल रूप से उस आकृति पर जाने के लिए एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस को नियोजित करना आवश्यक है जो जनरेटर शाफ्ट के सक्रिय मैकेनिकल रोटेशन को कम्यूटेटर कहा जाता है तो इस मामले में क्या होगा यह कुछ तात्कालिक है यह कुछ उदाहरण है यह कॉइल की स्थिति है यह N p है और यह L N है यह कॉइल का पिछला हिस्सा है और यहाँ मान लीजिए कि यह बिंदु A सेगमेंट है यह सेगमेंट B है ये दो कम्यूटेटर सेगमेंट हैं यह कम्यूटेटर सेगमेंट वास्तव में खुद से इंसुलेटेड है और वास्तव में यह है कि शाफ्ट वहाँ है यदि आप इसे देखेंगे यदि आप प्रयोगशाला में जाएंगे और खुली हुई डीसी मशीन को देखते हैं तो आप इसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और यह कॉइल इस से परे है यह एक ब्रश है जो आम तौर पर कार्बन से बना होता है यह पक्ष है और यही वह पक्ष है जो N पोल है और यह S पोल है और उस स्थिति में मान लीजिए कि यह इस तरह से क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इस तरह से यह एक कॉइल का एक तरफ है जो पहले कम्यूटेटर A के एक सेगमेंट के साथ समाप्त होता है और दूसरी तरफ A और यह एक है सेगमेंट के किनारे से जुड़े कम्यूटेटर का दूसरा पक्ष b है तो उस मामले में जब यह परिक्रामी बात को देखा जाता है जिस तरह से बारी बारी से देखा जाता है कि मेकैनिज्म ऐसा है कि जब यह घूम रहा है तो पहले 1800 तक वोल्टेज इस तरह होगा उसके बाद क्या होगा यह नीचे है यह नेगेटिव साइड एक साइकिल से जुड़ा हुआ है तो यह नकारात्मक पक्ष पर जाएगा यह स्वचालित रूप से अपनी स्थिति को बदल देगा और नकारात्मक पर जाएं जिसे आप इस दो के नकारात्मक पक्ष कहते हैं जिसे आप कहते हैं डीसी मशीन ब्रश कह रहे हैं और उस स्थिति में क्या होगा यहाँ पर यह कॉइल पोजिशन जब से यह नेगेटिव वोल्टेज में जाएगी तो यह अपने आप ही नेगेटिव साइड इस मैकेनिज्म से जुड़ जाएगा तो यह वास्तव में केवल दो कम्यूटेटर सेगमेंट और डीसी मशीनों को दिखाता है जिन्हें आप 1000 कम्यूटेटर सेगमेंट कर सकते हैं यदि आप यह देखते हैं कि सभी कम्यूटेटर सेगमेंट इंसुलेटेड हैं तो उस स्थिति में क्या होगा अगले हाफ साइकिल के रूप में जब ऋणात्मक वोल्टेज को स्वचालित रूप से प्रेरित किया जाएगा तो यह नेगेटिव साइड नेगेटिव साइड में स्थानांतरित हो जाएगा तो उस स्थिति में रिवर्स कॉइल साइड के लिए भी होगा इसका मतलब है कि वोल्टेज हमेशा सकारात्मक रहेगा तो यह वास्तव में डीसी मशीनों के लिए एक मेकैनिज्म है एक डीसी मशीन वास्तव में और वोल्टेज या करंट उत्पन्न करता है लेकिन इस कम्यूटेटर और इस तंत्र के कारण वास्तव में यह ध्रुवीयता है और संकेत रहेगा क्योंकि यह केवल एक विशेष पल पर है या आप यह जानते हैं कि जब यह उप तटस्थ क्षेत्र का कारण बनता है उस समय क्या होगा जब नकारात्मक वोल्टेज को प्रेरित किया जाएगा तो यह कॉइल स्वचालित रूप से यहां से जुड़ा हुआ है स्वचालित रूप से दूसरे पर चला जाता है और रिवर्स दूसरे कॉइल साइड के लिए होगा जिससे कि वोल्टेज सकारात्मक रहेगा तो डीसी चीजों के लिए जो कुछ भी लगता है कि यह हमारा समय है मान लीजिए कि आप इसे कहते हैं और यह मेरा डीसी वोल्टेज है यह मेरा डीसी वोल्टेज है जब भी मैं इसे खींचता हूं यह इस तरह है क्योंकि समय के साथ डीसी वोल्टेज स्थिर है लेकिन एक डीसी मशीन में आपके पास कई सेगमेंट हैं जो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप वास्तव में उस आंकड़े को नहीं कहते फिर यह वास्तव में स्पष्ट रूप से है यह जाहिर तौर पर एक डीसी की तरह दिखेगा यह सीधे हैं लेकिन मूल रूप से यह एक मैं इसे यहां खींच रहा हूं इसका एक बहुत छोटा रीपल होगा तो आप इस तरह एक बहुत छोटा रीपल जानते हैं मेरा मतलब है कि यह सकारात्मक है सभी रीपल सकारात्मक होंगे अगर मैं इसे यहाँ बनाता हूँ जैसे कि आपके यहाँ है तो यह केवल दो सेगमेंट हैं लेकिन आपके पास अधिक संख्या में सेगमेंट हैं तो यह सभी चीजें सकारात्मक पक्ष होंगी यह इस तरह होगा यह इस तरह से बहुत छोटा होगा जैसे आप आंख से बाहर नहीं देख सकते हैं यह क्योंकि यह DC है लेकिन यह एक सीधी रेखा के रूप में नहीं है क्योंकि इतने सारे सेगमेंट हैं इतने सारे हाफ साइकिल हैं इसलिए वहां पर यह डीसी है तो यह वास्तव में है जिसे आप इस मेकैनिज्म कहते हैं इसका मतलब है हर हाफ साइकिल का मतलब है जब यह नकारात्मक पर जा रहा है कि कॉइल का एक पक्ष स्वचालित रूप से उस चीज़ से जुड़ जाता है जिसे आप नीक के ब्रश नकारात्मक पक्ष कहते हैं जैसे कि आप जिसे वोल्टेज कहते हैं वह हमेशा सकारात्मक रहता है चूंकि करंट डीसी होगा और यही योग लोड रेजिस्टेंस यहां जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि पावर जनरेटर इस तरह से बिजली प्रवाहित करेगा तो यह केवल स्पष्टीकरण के लिए है मैंने यह चित्र एक पुस्तक से लिया है और वास्तविक डीसी मशीन में आपके पास कम्यूटेटर के कई सेगमेंट हैं वे मूल रूप से एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं इसलिए यह आपके पास है Refer Slide Time 1259 अब इन सभी डीसी मशीनों का निर्माण सिर्फ मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें क्या हैं यह डायग्राम मैंने एक पुस्तक से ली गई आकृति से लिया है Refer Slide Time 1303 इस मामले में यदि आप सामान्य ज्ञान के लिए यह देखते हैं तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स की विशिष्ट रेखा है यह एक शाफ्ट है यह आर्मेचर है और यह एक मैग्नेटिक संरचना है और यह मेनफ्रेम है यह कट जाता है वास्तव में इसे काट दिया जाता है और घुमावदार कॉइल स्पेस की अनुमति देने के लिए यह एक विशिष्ट स्लॉट है जिसमें से कई की आवश्यकता है वहाँ कई स्लॉट हो सकते हैं और यह N पोल है ये हैं और यह S पोल है जो एक क्षेत्र है और यह फ्लक्स पथ दिखाया गया है और यह कॉल और आर्मेचर सतह के चरणों के बीच एयर गैप है यह एयर गैप चिह्नित है तो यह एक जनरेटर या मोटर है जिसे आप मैग्नेटिक संरचना कहते हैं और यह शाफ्ट है यह है कि मैंने इस संक्षिप्त चर्चा की पूर्णता के लिए सिर्फ एक किताब से लिया है और यह मुख्य फ्रेम है Refer Slide Time 1400 अगला यह है कि डीसी मशीन में दो मुख्य भाग होते हैं स्थिर भाग यह मुख्य रूप से मैग्नेटिक प्रवाह के उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है Refer Slide Time 1407 और घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहा जाता है जहाँ मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है या इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जनरेटर के लिए या इसके विपरीत इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मोटरों के लिए यांत्रिक ऊर्जा है यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए Refer Slide Time 1421 अब स्थिर और घूमने वाले भागों को एक दूसरे से अलग किया जाता है एक एयर गैप है जो मैं चित्र में दिखाता हूं एक डीसी मशीन के स्थिर भाग में मुख्य पोल होते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं मुख्य पोल्स के बीच परस्पर जुड़े हुए पोल और कम्यूटेटर और एक फ्रेम या योक में ब्रश के स्पार्कल संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए पोल होते हैं यह इंटरपोल है जिसे आप इस कम्यूटिंग पोल को अन्य चीजों के रूप में कहते हैं जो आप इस पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन नहीं करेंगे जो आप दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष के इलेक्ट्रिकल मशीन पाठ्यक्रम में अध्ययन करेंगे बस पूर्णता के लिए इन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है Refer Slide Time 1456 आर्मेचर एक बेलनाकार पिंड है जो पोल्स के बीच स्पेस में घूमता है और इसमें एक स्लॉटेड आर्मेचर कोर होता है आर्मेचर कोर में डाली गई एक वाइंडिंग एक कम्यूटेटर एक ब्रश गियर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है शायद यह सब आप मशीन डिजाइन पाठ्यक्रम में अध्ययन करेंगे भले ही यह वहां हो Refer Slide Time 1514 तो अब एक डीसी मशीन के हिस्सों का वर्णन करते हैं फिगर 5 वास्तव में चार पोल डीसी मशीन के अनुभागीय दृश्य को दर्शाता है पहले एक फ्रेम है जो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा फ्रेम एक मशीन का स्थिर हिस्सा होता है जिसे तय किया जाता है कि आप इसे क्या कहते हैं बस इस डायग्राम को देखें Refer Slide Time 1530 यह वास्तव में रोटेशन की रोटेशन दिशा है यह ब्रश बार है यह आर्मेचर है जहां कहीं भी आपको करंट कंडक्टर दिखाई देता है यह मूल रूप से वास्तव में यहाँ है मुझे बाद में इसकी जरूरत है यह वास्तव में कंडक्टर है अगर यह A इसका अर्थ है उस करंट को पृष्ठ में प्रवेश करते हुए देखेंगे और यदि आप करंट एंट्री पेज का उपयोग करते हैं तो थंब वह होगा जिसे आप करंट की दिशा कहते हैं और ये उंगलियां कर्लिंग उंगलियां फ्लक्स की दिशा होंगी तो इसी तरह यह पक्ष है यह पक्ष S पोल के नीचे है यह भी डॉट डॉट सब कुछ है तो इसका मतलब है करंट में प्रवेश का मतलब है आप वही हैं जिसे आप प्लेन कहते हैं और डॉट का मतलब है कि यह प्लेन को छोड़ रहा है इसका मतलब है कि करंट आ रहा है तो यह करंट की प्रतिक्रिया है और यह फिंगर कर्लिंग होगा यह फ्लक्स की दिशा होगी और यह इंटर पोल है इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाएगी ये दो टर्मिनल हैं जिन पर अभी पकड़ है यह यही है और यह है और यह फील्ड रिओस्टेट फील्ड प्रतिरोध है इस तरह से इसे सिम्बॉलिज़ किया गया है और यह फील्ड वाइंडिंग है जो इसे दिया गया है और यह यहाँ पोल शू है यह इंटरपोल है फ़ंक्शन पर चर्चा नहीं करेंगे कि इंटरपोल इस कोर्स के लिए क्यों है फिर यह कम्यूटेटर है यह बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट हैं जैसा कि मैं आरेख में इसका मतलब है कि यह आपके पास बहुत से हैं और यह एक फ्रेम है और यह आर्मेचर कंडक्टर है तो यह एक योजनाबद्ध आरेख है जो मैंने एक पुस्तक से लिया है तो और यदि आप देखें कि यह 4 पोल मशीन है तो आप 4 ब्रश 1 2 3 4 देखेंगे Refer Slide Time 1725 तो यह वह है जिसे आप फिक्सिंग कहते हैं जिसे आप मुख्य और कम्यूटिंग पोल कहते हैं और जिसके साधन को मशीन ने अपने बेड प्लेट के योक में घुमाया है Refer Slide Time 1736 रिंग के आकार का हिस्सा जो मुख्य के मार्ग के रूप में कार्य करता है और कम्यूटिंग पोल कम्यूटेटिंग पोल फ्लक्स को योक कहा जाता है इसलिए यदि आप देखते हैं तो इसे आप इंटर पोल कहते हैं यह कम्यूटेटर है यह फ्रेम है और यह शंट पोल लोड टर्मिनल फील्ड रिओस्टेट फील्ड वाइंडिंग है और यह दिशा है यह आर्मेचर है आर्मेचर को यहाँ चिह्नित किया गया है यह आर्मेचर है Refer Slide Time 1803 अगला वह है जिसे आप कहते हैं और आप कच्चा लोहा हैं जिसका उपयोग फ्रेम के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है या प्रारंभिक मशीनों में जुए के लिए किया जाता है लेकिन अब इसे बदल दिया गया है कास्ट स्टील यह इसलिए है क्योंकि कच्चा लोहा संतृप्त फ्लक्स घनत्व लगभग 08 वेबर प्रति मीटर वर्ग है कास्ट स्टील के साथ संतृप्ति जबकि आप लगभग 15 वेबर प्रति मीटर वर्ग हैं इस प्रकार एक कच्चा लोहा फ्रेम का क्रॉस सेक्शन चुंबकीय प्रवाह के समान मूल्य के लिए एक कास्ट स्टील फ्रेम के बारे में दो बार है Refer Slide Time 1834 इसलिए वेल्डिंग तकनीकों में सुधार के साथ हाल ही में लुढ़का हुआ स्टील योक विकसित किया गया है Refer Slide Time 1841 अब अगला है फील्ड पोल आजकल की मशीनों में या तो पूरी तरह से लैमिनेटेड पोल का उपयोग करना सामान्य है या लेमिनेटिंग पोल के साथ ठोस स्टील पोल का उपयोग करना सामान्य है फिर कम्यूट पोल को कम्यूट पोल भी कहा जाता है जिसे पोल भी कहते हैं Refer Slide Time 1857 और एक पोल शू में कोर टर्मिनेटिंग होता है जिसमें कोर पर विभिन्न आकृतियाँ और कॉइल लगे होते हैं इसलिए इस इंटर पोल के कार्य को कम्यूटिंग पोल वगैरह कहा जाता है जिसकी मैं यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह प्रथम वर्ष का स्तर सिर्फ एक विचार है Refer Slide Time 1914 तो अगला आर्मेचर है आर्मेचर में कोर और वाइंडिंग होते हैं लोहे की मैग्नेटिक सामग्री का उपयोग आर्मेचर कोर के लिए किया जाता है हालांकि आयरन भी बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है मैग्नेटिक क्षेत्र में एक ठोस आयरन के कोर के घूमने से एड़ी में करंट आता है कोर में एड़ी करंट के फ्लो से ऊर्जा का अपव्यय होता है और गर्मी अपव्यय की समस्या पैदा होती है एड़ी की धाराओं को कम करने के लिए कोर पतली टुकड़े टुकड़े से बना है यह हर जगह समान है यदि आप सभी मशीनों को देखते हैं तो आप इस तरह से देखेंगे Refer Slide Time 1946 जैसा कि मैंने इस चीज के लिए लिखा है डीसी मशीनों की आर्मेचर को कम नुकसान वाले सिलिकॉन स्टील के पतले लेमिनेशन से बनाया गया है टुकड़े टुकड़े आमतौर पर 04 से 05 मिलीमीटर मोटे होते हैं और वार्निश से इंसुलेटेड रहते हैं Refer Slide Time 2001 तो यह वास्तव में एक डीसी मशीन की आर्मेचर है ये टुकड़े हैं और ये स्लॉट हैं इसलिए यहां पर कंडक्टर रखे जाते हैं तो यह महत्वपूर्ण तरीका है और यह लैमिनेटेड है यह मैंने एक किताब से लिया है और यह एयर होल्स है Refer Slide Time 2015 और फिर कम्यूटेटर एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट में बदल देता है यहाँ वास्तव में आप जानते हैं कि यह AC AC करंट वोल्टेज को DC करंट या वोल्टेज में बदल देगा एक कम्यूटेटर एक बेलनाकार संरचना है जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना है इन सेगमेंट्स को एक दूसरे से और मशीन मायका पट्टी के फ्रेम से अलग किया जाता है Refer Slide Time 2041 तो यह वास्तव में है जिसे आप किसी प्रकार का डायग्राम कहते हैं यह कम्यूटेटर सेगमेंट है यह एक मायकानाइट वी रिंग है और यह इस कम्यूटेटर से राइजर है जहां वाइंडिंग इस रिसर या लुग के माध्यम से जुड़े हुए हैं मेरा सुझाव है कि आप कॉलेज के लैबोरेट्री में देखें की खुली हुई डीसी मशीन डीसी मोटर या डीसी जनरेटर कैसी होती है और यह है कि कम्यूटेटर सेगमेंट और इसे राइजर या लुग कहा जाता है और यह एक सेगमेंट है और वे सभी एक दूसरे से अलग इंसुलेटेड हैं माइका कहते हैं और यह एक एंड क्लैम्प रिंग है और यह क्लैंप बोल्ट है यह सिर्फ देना है तो यह इस कम्यूटेटर के बारे में एक विचार देने के लिए सिर्फ एक शाफ्ट है तो यह कम्यूटेटर कंपोनेंट है Refer Slide Time 2120 एक और बात यहाँ है अगर आप इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट देखें तो यह सब इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट है इसे आप कम्यूटेटर कहते हैं और यह कम्यूटेटर लग्स है जहां से यह वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है और यह एंड क्लैंप है और यह सब बहुत पतला है अगर आप से खुली हुई डीसी मशीन को सेपरेट करके या मायका को देखेंगे Refer Slide Time 2142 इन सभी चीजों को आप यहां विस्तृत रूप से कहते हैं इसलिए मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं यह वही है जिसे आप कहते हैं कि आपके पास किसी तरह का विचार है Refer Slide Time 2155 इन सभी चीजों को मैंने आपको दिखाया और मैंने आपको बताया इसलिए फिगर 7 वास्तव में एक कम्यूटेटर के कंपोनेंट एक कम्यूटेटर का एक सामान्य रूप है जोकि पूरा हो गया है यह इस फिगर में आप इसे देख सकते हैं Refer Slide Time 2208 अगला एक घूमने वाले कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने के लिए ब्रश गियर है या इसके उपयोग के लिए करंट को फीड करने के लिए ब्रश गियर का बना होता है जिसमें ब्रश ब्रश होल्डर ब्रश स्टड या ग्लास होल्डर आर्म्स ब्रश रॉकर करंट कलेक्शन ब्रश बार होते हैं Refer Slide Time 2217 Refer Slide Time 2226 तो डीसी मशीनों के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्रश 5 वर्गों में विभाजित हैं धातु धातु ग्रेफाइट कार्बन ग्रेफाइट ग्रेफाइट इलेक्ट्रो ग्रेफाइट और तांबा Refer Slide Time 2237 कॉपर के मामले में कार्बन के मामले में ब्रश के संपर्क में स्वीकार्य करंट डेंसिटी 5 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर वर्ग से 23 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर वर्ग तक भिन्न होता है Refer Slide Time 2249 कॉपर ब्रश का उपयोग कम वोल्टेज पर बड़ी करंट के लिए डिज़ाइन की गई मशीनों के लिए किया जाता है जब तक बहुत सावधानी से लुब्रिकेट नहीं किया जाता है तब तक वे कम्यूटेटर को बहुत जल्दी से काट देते हैं और मामले में पहनने में तेजी आती है Refer Slide Time 2303 इसलिए ग्रेफाइट और कार्बन ग्रेफाइट ब्रश स्वयं चिकनाई और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं कॉलेज में लैब में भी अगर आप ये ब्रश देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह एक कार्बन ग्रेफाइट ब्रश है तो ये सब डीसी मशीन की कुछ संक्षिप्त चर्चा है Refer Slide Time 2322 अगला एक जनरेटर का ईएमएफ समीकरण है इसलिए इससे मोटर चलेगी तो P को नंबर ऑफ पोल्स और ∅ फ्लक्स प्रति पोल Z कुल संख्या आर्मेचर कंडक्टर है तो स्लॉट की संख्या प्रति स्लॉट कंडक्टर की संख्या जो कंडक्टर की कुल संख्या है और N कि स्पीड दी जाती है प्रति मिनट rpm रिवॉल्यूशन है Refer Slide Time 2341 और आर्मेचर में कई समानांतर पथ E जी आर्मेचर में समानांतर पथ प्रति ईएमएफ उत्पन्न करते हैं मूल रूप से डीसी मशीनें दो प्रकार की होती हैं एक लैप से जुड़ा है दूसरा ओम है लैप कनेक्टेड पथ की संख्या नंबर ऑफ पोल्स A P जहां यह एक पूंजी है A P और कनेक्शन का तरीका A 2 होगा लेकिन इन्हें इस पाठ्यक्रम के लिए गुंजाइश दी जाती है लेकिन विद्युत मशीनों में सीखें या मशीन डिजाइन में लेकिन यहां पूर्णता के लिए मुझे संख्यात्मक के लिए भी इस पर विचार करना होगा प्रयोगशाला कनेक्शन के लिए A P होगा और om के लिए A 2 हमेशा रहेगा Refer Slide Time 2418 अब मान लीजिए कि प्रति कंडक्टर से उत्पन्न ईएमएफ को d ∅ dash dt वोल्ट कहा जाएगा अब एक रिवॉल्यूशन में प्रति कंडक्टर कट फ्लक्स डी ∅ डैश होगा P ∅ क्योंकि ∅ प्रवाह प्रति पोल है इसलिए d ∅ डैश P ∅ वेबर होगा इसलिए प्रति सेकंड रिवॉल्यूशन की संख्या है क्योंकि प्रति मिनट रिवॉल्यूशन rpm रिवॉल्यूशन है यदि यह प्रति सेकंड रिवॉल्यूशन है तो यह N 60 होगा अब एक रिवॉल्यूशन d t के लिए समय इस d t का केवल पारस्परिक होगा 60 N Second होगा इसलिए प्रति कंडक्टर से उत्पन्न ईएमएफ यह d ∅ dash d t है Refer Slide Time 2456 यह d ∅ डैश होगा P P ∅ और dt 60 N होगा जो P ∅ N 60 वोल्ट है अब एक लैप वाइंडिंग जनरेटर के लिए मैंने आपको बताया कि समानांतर पथों की संख्या A P होगी और इसलिए एक भाग में कंडक्टरों की संख्या Z A होगी क्योंकि आपके पास A समानांतर पथ की संख्या है इसलिए Z A होगा इसलिए वोल्टेज इंड्यूस P ∅ N 60 होगा इसका मतलब है यह बहुत Z ताकि ∅ Z N 60 P A वोल्ट होगा Refer Slide Time 2530 अब समानांतर रास्तों की वास्तविक संख्या वाइंडिंग एक वेव के लिए हमेशा 2 होगा A 2 होती है इसलिए आप यहां A 2 डालते हैं Refer Slide Time 2538 फिर इसका मतलब है कि एक पथ के लिए Z 2 Z A में कंडक्टरों की संख्या इतनी होगी तो मेरा मतलब है कि यह वेव कनेक्शन के लिए है तो यह Z N होगा A 2 तो यह फिर से याद रखना आसान है यह ∅ Z N 60 P A है तो लैप कनेक्शन A P होगा और वेव कनेक्शन A 2 है तो E g ∅ Z N 60 P A वोल्ट्स लैप वाइंडिंग A P के लिए और वेव वाइंडिंग A 2 के लिए है संख्यात्मक भाग के लिए यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी Refer Slide Time 2616 अगला डीसी मोटर्स फिलॉसफी समान है तो विद्युत मोटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करती है यह डीसी मोटर है Refer Slide Time 2626 इन्हेरेंट कैरेक्टरिस्टिक के कारण डीसी मोटर्स को स्टील प्लांट पेपर मिल क्रेन टेक्सटाइल मिल प्रिंटिंग प्रेस और एक्सकेवेटर में व्यापक अनुप्रयोग मिलते हैं Refer Slide Time 2641 डीसी मोटर्स के निम्नलिखित फायदे हैं हाई स्टार्टिंग टोक़ एक विस्तृत श्रृंखला पर स्पीड कंट्रोल निरंतर टोक़ के साथ सटीक स्पीड कंट्रोल क्विक स्टार्टिंग स्टॉपिंग रिवर्सिंग और एग्जैगरेटिंग करना डीसी मोटर्स के लिए ये फायदे हैं Refer Slide Time 2657 नुकसान कम्यूटेटर और ब्रश गियर की वजह से लागत उच्च उच्च परिचालन और रखरखाव लागत है Refer Slide Time 2708 अब डीसी मोटर का सिद्धांत संचालन देखते हैं फिगर 9 सामान्य रूप से उस सिद्धांत को दिखाता है जो मैं दिखाऊंगा चित्र 9 a बताता है कि फील्ड सेट अप पोल क्या है और फिगर 9 b कंडक्टर में प्रवाह के कारण कंडक्टर फील्ड दिखाता है Refer Slide Time 2722 अब यह वास्तव में एक फिगर है अब उसके कुछ भी करने के लिए मुझे थोड़ा समझना होगा अब यहाँ जब यह मेरा N और S पोल है और बात यह है कि जिसे आप कहते हैं यह फ्लक्स लाइन यहाँ दिखाया गया है और दूसरी बात यह है कि कंडक्टर वास्तव में यही है और का मतलब है कि इस स्पेस में प्रवेश कर रहा है यदि करंट इस स्पेस में प्रवेश कर रही है तो यह करंट अंगूठे की दिशा है अंगूठे को देखो और अगर आप इस तरह से उंगली को कर्ल करते हैं तो फ्लक्स की दिशा होगी यही कारण है कि फ्लक्स की दिशा यदि आप यहां देखते हैं तो ये सभी चीजें क्लॉकवाइज हैं आप जो सिर्फ इस अंगूठे को बनाते हैं वह आपके द्वारा लगाया गया नियम है और आप वह अंगूठा है जिसे आप करंट की दिशा कहते हैं क्योंकि यह स्पेस में जा रहा है और यह प्रवाह की दिशा है और इसी तरह अगर आप लेते हैं तो मान लीजिए कि एक डॉट है यह कंडक्टर सपोस डॉट है अब वास्तव में क्या होगा करंट वास्तव में स्पेस छोड़ देता है या प्लेट को छोड़ देता है इसलिए इसे ऊपर की ओर ले जाएं तो उस स्थिति में फ्लक्स की दिशा एंटीक्लॉकवाइज होगी फ्लक्स की दिशा एंटीक्लॉकवाइज होगी इसे यह कहें कि इसे इसके ठीक विपरीत कहें बस इसके विपरीत आप अंगूठे के नियम का उपयोग करेंगे इसका मतलब है कि जब भी आप इस कंडक्टर को ला रहे हों तो यह कहे कि इसे NS को इस तरह दिया गया है जब भी इस कंडक्टर को यहां लाएंगे तो क्या हो रहा है फ्लक्स यह N से S है और यह ऊपरी तरफ है यदि आप देखते हैं कि यह क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है कि यह क्लॉकवाइज हैं तो यह ऊपरी पक्ष वास्तव में एडिटिव है और निचला पक्ष यह घटाव है इसी तरह निचला पक्ष योज्य है क्योंकि यह एंटिक्लॉकवाइज है और ऊपरी पक्ष अव्यावहारिक है फिर वास्तव में नीचे की ओर अभिनय करें और यहां ऊपर की ओर है इसलिए यह ऊपर की ओर है इसलिए यह पहली चीज है जिसे आपको रोटेशन के उस मेकैनिज्म से पहले समझना होगा यदि आप देखते हैं कि यह एक दिशा है और यदि आप यहाँ डालते हैं तो यह भी दिशा है तो दोनों फ्लक्स एक ही दिशा में और यह एक होगा तो आखिरकार यह एडिटिव है यही कारण है कि वह है जिसे बल यानी फोर्स कहते हैं नीचे की ओर कार्य कर रहा है और यहाँ बल विपरीत कार्य कर रहा है जिसे आप ऊपर की ओर कहते हैं तो इसका मतलब है जब कंडक्टर को ले जाने के लिए रखा जाता है और मैग्नेटिक क्षेत्र में रखा जाता है यही वह है और यह वह बिंदु है जो मैंने आपको बताया कि यह कैसा है इन सभी चीजों को वास्तव में मैंने जो कुछ भी कहा है वह सभी चीजें यहां लिखी गई हैं इसलिए आगे के लिए मैं यह समझा रहा हूं Refer Slide Time 2952 Refer Slide Time 2954 तो यहां पर एडिटिव और सबट्रैक्टीव सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है Refer Slide Time 3002 अब यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि फिगर में कंडक्टर के पास एक बल है जो नीचे की ओर बढ़ने के लिए झुकता है और यह और इस तरह बल कमजोर क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है जो मैंने डायग्राम में दिखाया था जब कंडक्टर में करंट उल्टा हो जाता है तो दूसरा बल भी उल्टा हो जाता है और इसे आप फोर्स कहते हैं जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है जो इस तरफ कमजोर क्षेत्र है और यहाँ भी है Refer Slide Time 3026 तो अब आम तौर पर कंडक्टर में विकसित बल दिया जाता है F BI l न्यूटनN यहां इसे न्यूटन दिया जाता है तो B फ्लक्स डेंसिटी प्रति मीटर वर्ग वेबर है और I कंडक्टरों में करंट एम्पीयर कहते हैं और l मीटर में कंडक्टर की लंबाई है Refer Slide Time 3044 अब डीसी मोटर के नैतिक क्षेत्र पर विचार करें जो आप जानते हैं कि आर्मेचर कंडक्टर में कोई करंट नहीं है फ्लक्स पथ की पंक्तियों को फिगर 10 में दिखाया गया है Refer Slide Time 3053 यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं कि ये कंडक्टर रखे गए हैं और मान लें कि कंडक्टर कोई धाराओं को नहीं ले जा रहा है तो यह N S के लिए फ्लक्स पथ है यह कंडक्टर है और यह आर्मेचर है तो केवल मैग्नेटिक क्षेत्र के कारण एक मोटर में प्रवाह की लाइन का वितरण हो रहा है लेकिन कंडक्टर कोई करंट कैरी नहीं कर रहा है Refer Slide Time 3112 यदि ऐसा है तो हम देखते हैं कि कंडक्टर करंट फ्लो कर रहा है यह पक्ष है मेरे कर्सर को देखो इस तरह यह है यह पक्ष है जिसे आप डॉट कहते हैं यदि आप यह देखते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं तो उसी हाथ को देखते हैं यदि आप उस हाथ नियम को लागू करते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि फ्लक्स का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है इस मामले में यह स्वाभाविक रूप से ऊपरी भाग में N से S तक यह है यह हमारे कन्वैक्शन करंट के अनुसार स्पेस में प्रवेश कर सकता है तो यह पक्ष वह होगा जिसे आप इस पक्ष को जोड़ते हैं और बल नीचे की ओर काम कर रहा होगा और इस तरफ जिसे आप निचला हिस्सा कहते हैं वह एडिटिव बल होगा यहाँ हर जगह जहां भी डाउनलोड दिया गया है वास्तव में वह अपवर्ड है इसलिए अंतर्ज्ञान से आप कहें कि यह उस घड़ी की दिशा में जिसे आप कहते हैं उसमें घूमना शुरू कर देंगे तो यह सिर्फ फिलॉसफी है यही कारण है कि पिछली स्लाइड में मैंने डायग्राम दिखाया था यह चित्र मैंने एक पुस्तक से लिया है यदि अब ऐसा होता है यदि आर्मेचर करंट को प्रवाहित करता है तो प्रत्येक कंडक्टर एक मैग्नेटिक क्षेत्र का उत्पादन करेगा जो मुख्य क्षेत्र पर सुपरिंपोज होने पर फ्लक्स के मैग्नेट मैग्नेटिक लाइनों के वितरण का कारण बनता है जैसा कि चित्र एक में दिखाया गया है तो यह वह चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि बुनियादी फिलॉसफी इस तरह है Refer Slide Time 3230 मैग्नेटिक क्षेत्र जो कि फिगर 11 में है को विकृत कहा जाता है क्योंकि बल की रेखाएं अब लगभग सीधे रास्तों का अनुसरण नहीं करती हैं क्योंकि यह विकृत है क्योंकि यह किसी सीधी रेखा के पथ का अनुसरण नहीं कर रहा है Refer Slide Time 3243 बल की इस रेखा में खुद को छोटा करने की प्रवृत्ति होती है जिससे उन्हें तनाव में रहने के रूप में माना जा सकता है फिगर 11 में प्रत्येक कंडक्टर एक बल का अनुभव करेगा जो मैंने आपको बताया कि यह कैसे अनुभव करेगा चूंकि ये कंडक्टर आर्मेचर में स्लॉट्स में एम्बेडेड हैं इसलिए उत्तरार्द्ध को घड़ी की दिशा में घूमने के कारण होता है जो मैंने आपको बताया था तो यह क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा और इन कंडक्टर को स्लॉट्स में रखा जाएगा Refer Slide Time 3312 इसके बाद एक मोटर के ईएमएफ को फिगर 12 द्वारा दिखाया गया है Refer Slide Time 3318 अब यह एक मोटर है और यह माना जाता है कि आप उस कंडक्टर को लेते हैं और करंट स्पेस में प्रवेश कर रहा है तो यदि यह स्पेस में प्रवेश कर रहा है तो यहां वह होगा जिसे आप देखते हैं यह फिर से वही फिलॉसफी है जो करंट है स्पेस में प्रवेश कर रहा है तो इसे ऐसे घुमाएं जैसे यह अंगूठा करंट की दिशा है फिर आप बस समझ लें कि जिसे आप उंगली 1 कहते हैं यह प्रवाह की दिशा है इसलिए इसे यहाँ दिखाया गया है और यह N से S कि फ्लक्स लाइन N से S होगी स्वाभाविक रूप से जिसे आप कहते हैं वह बल है जिसे आप मजबूत मैग्नेटिक क्षेत्र से कमजोर तक कहते हैं तो यह बल की दिशा है और स्वाभाविक रूप से यह स्पीड की दिशा है तो एक डीसी मोटर में जब आर्मेचर उस पर कंडक्टर को घुमाता है तो बल की रेखाओं को काटते हैं रेखा को काटते हैं मैग्नेटिक क्षेत्र के बल की रेखाओं को काटते हैं जिसमें वे घूमते हैं तो उस ईएमएफ को एक जनरेटर में आर्मेचर में प्रेरित किया गया है तो यह ऑपरेशन में मोटर है और यह आर्मेचर है तो यह वही फिलॉसफी है और यह यहां दिखाया गया एकमात्र N पोल है और इसे ही आप ईएमएफ कहते हैं Refer Slide Time 3432 उस स्थिति में क्या होगा मशीन में करंट के विपरीत प्रेरित ईएमएफ कार्य करता है और लागू वोल्टेज के लिए तो इस वोल्टेज को वापस ईएमएफ के रूप में संदर्भित करने के लिए प्रथागत है अब जैसा कि आप ट्रांसफॉर्मर के लिए कॉल करते हैं यह देखा गया है कि यह कटौती की जा सकती है लेनज़ के नियम में कहा गया है कि एक प्रेरित ईएमएफ की दिशा इस प्रकार है कि परिवर्तन का विरोध करना जो निश्चित रूप से लागू वोल्टेज है इसका मतलब है अगर तुम देखो कि यह दिशा है और यह है और यह मेरी बैक emf Eb है यदि आप कि वास्तव में चालू है जो आप के बजाय आप कहते हैं मेरी नकारात्मक पोलैरिटी कि करंट वास्तव में मोटर के लिए इस एक से निकल जाता है यह सिर्फ एक योजनाबद्ध डायग्राम है लेकिन जब आप आपूर्ति वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं तो वह देखेंगे इसे घटाया जा सकता है लेनज़ के नियम में कहा गया है कि एक प्रेरित ईएमएफ की दिशा जैसे कि परिवर्तन का विरोध करना जो निश्चित रूप से लागू वोल्टेज है तो यही कारण है कि प्रेरित ईएमएफ जनरेटर के लिए बैक ईएमएफ के परिमाण की गणना की जा सकती है Refer Slide Time 3542 समान सूत्र बैक ईएमएफ समान सूत्र होगा Eb ∅ Z N 60 P A इसका मतलब है ZP 60 A ∅∅ N होगा तो ZP 60 A एक स्थिर है तो Eb को k ∅ N प्रति मोटर बैक ईएमएफ के रूप में लिखा जा सकता है Refer Slide Time 3559 इसलिए k ZP 60 A क्योंकि Z एक स्थिर है P एक स्थिर है A एक स्थिर है और इसलिए यह एक निरंतर है तो यह वास्तव में है जिसे आप बैक ईएमएफ कहते हैं जब आप समय पर संख्यात्मक लेते हैं तो आप पाएंगे कि चीजें बहुत आसान हैं Refer Slide Time 3619 इस मामले में वापस ईएमएफ हमेशा लागू वोल्टेज से कम है इसलिए जब मशीन सामान्य परिस्थितियों में चल रही है तो अंतर बहुत कम है तो यह इन दो हेड मात्राओं के बीच का अंतर है जो वास्तव में आर्मेचर सर्किट के प्रतिरोध के माध्यम से करंट ड्राइव करता है यदि आर्मेचर का प्रतिरोध r a बैक ईएमएफ Eb है तो लागू वोल्टेज V है Refer Slide Time 3647 फिर यह समीकरण है V Eb I a r a यह बाद में देखेंगे Glossary English word Hindi Meaning approximate एप्रोक्सीमेट अनुमानित equivalent circuit इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट DC डीसी डीसी alternating अल्टरनेटिंग बारी direct डायरेक्ट प्रत्यक्ष mechanism मेकैनिज्म तंत्र clockwise direction क्लाकवाइज डायरेक्शन क्लाकवाइज डायरेक्शन coil कॉइल कॉइल emf ईएमएफ ईएमएफ motion मोशन प्रस्ताव position पोजीशन पद coincide कोइनसाइड मेल खाना emf strictly स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली electromagnetic induction इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन electrical generator इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर neutral position न्यूट्रल पोजिशन न्यूट्रल पोजिशन flux linkage फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स लिंकेज induced voltage इंड्यूज़ वोल्टेज इंड्यूज़ वोल्टेज pure alternative प्योर अल्टरनेटिव प्योर अल्टरनेटिव sinusoidal साइनसोइडल साइनसोइडल phasor फेजर फेजर speed स्पीड स्पीड philosophy फिलॉसफी फिलॉसफी mechanical switching device मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस mechanical rotation मैकेनिकल रोटेशन मैकेनिकल रोटेशन segment सेगमेंट सेगमेंट ripple रीपल रीपल air gap एयर गैप एयर गैप poles पोल्स पोल्स slotted armature core स्लॉटेड आर्मेचर कोर स्लॉटेड आर्मेचर कोर brush bar ब्रश बार ब्रश बार thumb थंब थंब plane प्लेन प्लेन inter pole इंटर पोल इंटर पोल fixing फिक्सिंग फिक्सिंग bed plate बेड प्लेट बेड प्लेट yoke योक योक field reostate फील्ड रिओस्टेट फील्ड रिओस्टेट armature आर्मेचर आर्मेचर field winding फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग laminated pole लैमिनेटेड पोल लैमिनेटेड पोल pole shoe पोल शू पोल शू core terminating कोर टर्मिनेटिंग कोर टर्मिनेटिंग eddy एड़ी एड़ी varnish वार्निश वार्निश air holes एयर होल्स एयर होल्स hard drawn copper हार्ड ड्रॉन कॉपर हार्ड ड्रॉन कॉपर mica मायका मायका micanite मायकानाइट मायकानाइट riser राइजर राइजर lug लुग लुग clamp bolt क्लैंप बोल्ट क्लैंप बोल्ट component कंपोनेंट कंपोनेंट end clamp ring एंड क्लैम्प रिंग एंड क्लैम्प रिंग separate सेपरेट सेपरेट glass holder arms ग्लास होल्डर आर्म्स ग्लास होल्डर आर्म्स brush stud ब्रश स्टड ब्रश स्टड brush rocker ब्रश रॉकर ब्रश रॉकर brush stud ब्रश स्टड ब्रश स्टड brush gear ब्रश गियर ब्रश गियर feed फीड फीड revolution रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन lap winding generator लैप वाइंडिंग जनरेटर लैप वाइंडिंग जनरेटर wave वेव वेव wave connection वेव कनेक्शन वेव कनेक्शन inherent characteristics इन्हेरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन्हेरेंट कैरेक्टरिस्टिक steel plant स्टील प्लांट स्टील प्लांट paper mill पेपर मिल पेपर मिल crane क्रेन क्रेन textile mill टेक्सटाइल मिल टेक्सटाइल मिल printing press प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस excavator एक्सकेवेटर एक्सकेवेटर high starting torque हाई स्टार्टिंग टोक़ हाई स्टार्टिंग टोक़ speed control स्पीड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल torque टोक़ टोक़ speed control स्पीड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल quick starting क्विक स्टार्टिंग क्विक स्टार्टिंग stopping reversing स्टॉपिंग रिवर्सिंग स्टॉपिंग रिवर्सिंग accelerating एग्जैगरेटिंग एग्जैगरेटिंग anticlockwise एंटीक्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज additive एडिटिव एडिटिव subtractive सबट्रैक्टीव सबट्रैक्टीव convection current कन्वैक्शन करंट कन्वैक्शन करंट embedded एम्बेडेड एम्बेडेड head हेड हेड